नमस्कार विद्यार्थियों इसलिए अंतिम कक्षा में हमने दोहरे समाकल के परिचय के साथ शुरुआत की हमने एक उदाहरण पर भी काम किया आज के व्याख्यान में हम आगे के उदाहरणों को जारी रखेंगे केवल अवधारणा को दोहरे समाकल में थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए तो आइए हम एक और उदाहरण पेश करें तो उदाहरण 2 यहाँ यह कहता है R 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑥𝑦1 2का मूल्यांकन कीजिए जहाँ आयत R को 01 × 01 के रूप में परिभाषित किया गया है तो यहाँ मूल रूप से हमारा दिया गया डोमेन या कैसे कहें कि इंटीग्रेशन की सीमा मूल रूप से 0 से 1 0 से 1 है इसलिए यह हमारी आयत है अब हम लिख सकते हैं कि 𝐼 R 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑥𝑦1 2 है तो मैं इस समाकल को इस तरह से लिख सकती हूं x01y01 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑥𝑦1 2 इसलिए अब मैं उस दोहराया समाकल की गणना को कर सकती हूं इसलिए पहले मैं y को स्थिर मानूंगी और हम पहले x के संबंध में इंटीग्रेशन करेंगे इसलिए यदि मैं पहले x के संदर्भ में इंटीग्रेशन करती हूं तो हमें y को स्थिर और फिर मैं उस बड़े ब्रैकेट का उपयोग कर सकती हूं y01x01𝑑𝑥𝑥𝑦1 2𝑑𝑦 अब जैसा कि हमने कई बार कहा है कि जब हम x के संबंध में इंटीग्रेशन करते हैं तो हम चर y को स्थिर मानते हैं तो यहाँ यह 𝑦 1 मूल रूप से एक स्थिर है और फिर यह समाकल यहाँ 01dx𝑥स्थिर 2 कुछ भी नहीं है केवल हमारा पारंपरिक समाकल ∫ dx𝑥 2है और इसका मूल्यांकन करने के लिए हम केवल समाकल 01− 1 𝑥𝑦1 01𝑑𝑦 को लिखते हैं जिसे हम पहले से ही अपने पारंपरिक समाकलन परिणामों से जानते हैं और अब हम यहाँ x का मान स्थानापन्न कर सकते हैं तो यह होगा −01 1𝑦2− 1𝑦1 𝑑𝑦 तो हम इसे थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं इसलिए यह01 1𝑦1 − 1𝑦2 𝑑𝑦 होगा मैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन डालती हूं और अगर हम अभी इंटीग्रेशन करते हैंतो यह log𝑒𝑦 1 − log𝑒𝑦 2 01 होगा इसलिए यह log𝑒 2 − log𝑒 1 − log𝑒 3 log𝑒 2 तो हम मूल रूप से 2 log𝑒 2 − log𝑒 3 है आप आगे को सरल बना सकते हैं लेकिन मैं अभी परिणाम को यहां तक छोड़ रही हूं यह मान 1 है जिसे हम लघुगणकीय परिणामों से जानते हैं तो यह हमारा आवश्यक परिणाम है इसलिए यहां देखें कि हम उसी दोहराई गई समाकल गुण का प्रदर्शन करते हैं जिसे हम पहले x के संदर्भ में इंटीग्रेशन करते हैं और फिर हम यहां पर y के संदर्भ में इंटीग्रेशन करते हैं तो अब हम एक और उदाहरण पर विचार करते हैं जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन वास्तव में बहुत मुश्किल नहीं है तो आयत R पर समाकल का मूल्यांकन करें R 𝑥𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑅 0 𝑎 × 0b तो यह उदाहरण 3 होना चाहिए यह पिछले उदाहरण की तरह का ही अंतराल है इसलिए मैं इंटीग्रेशन के उस क्षेत्र को नहीं खींच रही हूं यह बहुत सीधा है तो अब मैं आयत R पर समाकल के रूप में लिखने जा रही रहीहूं इस आयत R पर यह दोहरा समाकल भी मौजूद है इस इंटीग्रैंड को देखते हुए आप बता सकते हैं और अगला हम देखते हैं कि हमारे पास x0ay0b 𝑦𝑒𝑥𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 है तो अगर मैं xy को z के रूप में प्रतिस्थापित करती हूं तो y को स्थिर मानकर चलें तो यह मूल रूप से प्रतिस्थापन सूत्र का हमारा सामान्य तरीका होगा तो आइए हम देखें कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं या हम इसे अलग कर सकते हैं तो ऐसा करने के कई तरीके हैं तो इस y को अलग करते हैं और फिर मैं पहले x के संदर्भ में इंटीग्रेशन कर दूंगी और अगर हम पहले x के संदर्भ इंटीग्रेशन करते हैं तो यह y0b 𝑦x0a𝑒 𝑥𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 होगा तो यह y0b𝑦 𝑒 𝑥𝑦 𝑦 𝑥0𝑎 𝑑𝑦 होगा फिर यह y यह y रद्द हो जाएगा और फिर हमारे पास y0b 𝑒 𝑎𝑦 − 1𝑑𝑦 होगा इसलिए जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यह 𝑒 𝑎𝑦 a− 𝑦𝑦0𝑏 होगा

तो मूल रूप से हमारा परिणाम 1a𝑒 𝑎𝑏 − 𝑎𝑏 − 1 है तो हाँ अब यह सही है इसलिए आप देखते हैं कि आप सिर्फ इंटीग्रैंड को देख रहे हैं हम देखते हैं कि यह इंटीग्रैंड निश्चित रूप से इस अंतराल a b पर बँधा हुआ है और उसी के आधार पर मैं अब इस दोहराए गए इंटीग्रल के तरीके से इसे दोहरे समाकल में कर सकते हैं इसलिए मैं इस इंटीग्रैंड को पहले रखते हुए x के संदर्भ में इंटीग्रेट करने से शुरू जबकि y को स्थिर रखने के बाद और y के संबंध में इस फ़ंक्शन को प्राप्त करने के बाद मैंने इसे इंटीग्रेट किया और फिर यह हमारा अंतिम परिणाम है इसलिए यह एक और उदाहरण है जहां हमने एक दोहरे समाकल के लिए इंटीग्रेशन को दोहराया इंटीग्रेशन के क्रम को बदलने से पहले हम एक और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं इसलिए इस समाकल का मूल्यांकन आयत R पर है R 𝑥 sin𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 जहां हमारी आयत 𝑅 0 𝜋 × 0 𝜋 2 है तो फिर से इस इंटीग्रैंड को देखें यह मूल रूप से x त्रिकोणमितीय फ़ंक्शन है तो बेशक sin वास्तव में तो इस आयत R पर इस पर इंटीग्रैंड को बांधा गया है और जिसके परिणामस्वरूप यह दोहरा इंटीग्रल मौजूद रहेगा और अब हम उस दोहराए गए इंटीग्रल प्रक्रिया के द्वारा इस डबल इंटीग्रल का समाधान करेंगे तो हम इसे 𝐼 R 𝑥 sin𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 x0𝜋y0𝜋 2𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले मैं y के संबंध में इंटीग्रेशन करूंगी तो हम देखते हैं कि क्या होता है यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप पहले x के संबंध में या y के संदर्भ में इंटीग्रेट करना चाहेंगे इसलिए इस मामले में हम पहले y के संदर्भ में इंटीग्रेटेड करना चुनते हैं तो यहाँ मैं लिख सकती हूंx0𝜋 𝑥y0𝜋2 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥 तो यहाँ y मूल रूप से इस क्षण में एक स्थिर है इसलिए यह यहां कोई भूमिका नहीं निभाता है माफ कीजिएगा यहां x एक स्थिर है इसलिए x यहां कोई भूमिका नहीं निभाता है हम मूल रूप से y के संबंध में इंटीग्रेट करेंगे

तो अब यह होगा समाकल x0𝜋 𝑥− cos 𝜋 2 𝑥 cos 𝑥𝑑𝑥 तो यह x0𝜋 𝑥 sin 𝑥 cos 𝑥𝑑𝑥 𝜋 − 2 होगा इसलिए cos sin में बदल जाएगा और चूँकि sin धनात्मक है cos यहाँ नकारात्मक है इसलिए नकारात्मक और नकारात्मक एक धनात्मक में बदल जाएगा तो यहाँ हमारे पास𝑥 sin 𝑥 cos 𝑥 होगा और अब हम मूल रूप से यहाँ x के संदर्भ में इंटीग्रेटेड करेंगे और हम पहला पद के लिए भागों द्वारा उस इंटीग्रेशन को करेंगे और हम मूल रूप से दूसरा पद को इंटीग्रेट करेंगे तोदूसरा पद cosx के समाकल में परिणत होगा और cosx का इंटीग्रल मूल रूप से sinx है और फिर 0 से 𝜋 तक दोनों मान 0 होंगे और यह एक भागों द्वारा इंटीग्रेशन द्वारा किया जा सकता है इसलिए यदि आप उन सभी चीजों को करते हैं तो मैं छात्रों के लिए इस भाग में छोड़ देती हूं क्योंकि यह एक मूल त्रिकोणमितीय इंटीग्रेशन है जो आपने अपने प्लस 2 स्तर में किया है इसलिए यदि आप भागों द्वारा इंटीग्रेशन करते हैं तो अंततः आप 𝜋 − 2 प्राप्त करेंगे तो यह आपका अंतिम परिणाम होगा तो यहाँ भी हमने एक दिए गए दोहरे समाकल के साथ शुरू किया यहाँ हमने x को स्थिर मानने के साथ शुरुआत की और हम पहले y और बाद में x के संबंध में इंटीग्रेटेड किया और यदि आप भागों द्वारा इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो अंततः आपको उत्तर के रूप में 𝜋 − 2 प्राप्त होगा तो यह एक ऐसा उदाहरण था जहां हम इस दोहराया समाकल पद्धति का उपयोग करते हैं हमारी अगली उदाहरण फंक्शन f के लिए है जो इस तरह परिभाषित है 𝑓𝑥 𝑦 1𝑦2 0 ≤ 𝑥 𝑦 ≤ 1 1 𝑥 2 0 ≤ 𝑦 𝑥 ≤ 1 तो फिर समाकल 01 𝑑𝑥01 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑦 ≠01𝑑𝑦01𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥 को इस तरह से दर्शाइए तो इसका मतलब है दोहरा समाकल या बहुत सटीक होने के लिए दोहराया समाकल समान नहीं हैं और अगर दोहराया समाकल समान नहीं है तो उस मामले में दोहरे समाकल अंतराल 01 × 01 के बीच मौजूद नहीं है तो आइए देखें कि हम इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं तो इसका समाधान इसे 0 के रूप में लिखना बेहतर है और तो आइए बिंदु 0 को शामिल करते हैं मूल रूप से समापन बिंदु तो यहाँ 00 अनंत डिस्कंटीन्यूटी discontinuity का एकमात्र बिंदु है क्योंकि फ़ंक्शन बिंदु 00 पर अबाधित है तो फ़ंक्शन बिंदु 00 पर अनबाउंड है

इसलिए हमने मूल रूप से इस अंतराल को 01 0 x से विभाजित किया है इसलिए हमने इन दो मूल्यों का उपयोग किया है अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पहला पद − y 𝑥 2 होगी समाकल मान 1 से 0 तक चल रहे x से होगा y 0 से x तक होगा प्लस हमारे पास 1 विभाजन 𝑦 2 है तो यह होगा 1yऔर फिर y x से 1 तक चल रहा होगा इसलिए यदि मैं मान को प्रतिस्थापित करती हूं तो यह 1x 1x 1 −1 होगा तो अंततः मूल्य −1 है और यहां से अगर मैं मूल्यांकन करना चाहती हूं तो बाएं हाथ की ओर तो यह मूल रूप से −1 है अब हमने 1 मान प्राप्त हुआ है अब समाकल 01𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥 1 है तो इसका मूल्य क्या होगा तो मैं फिर से समाकल 0y𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥 xy1𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥 लिख सकती हूं तो समाकलx0y 1𝑦2 𝑑𝑥 xy1 − 1x2 𝑑𝑥 है और अब अगर हम पहले की तरह इंटीग्रेटेड करते हैं तो हम मूल रूप से 1y 1 1y 1 प्राप्त करेंगे और फिर यह उत्तर 1 होगा इसलिए यहां से अगर तुम्हारे पास समाकल01𝑑𝑦 01𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥 01 1𝑑𝑦 𝑦01 1 है तो यह 1 होगा इसका मतलब है 01 𝑑y01 𝑓𝑥 𝑦𝑑x ≠01𝑑x01𝑓𝑥 𝑦𝑑y तो इसका मतलब है कि ये दो बार दोहराया समाकल नहीं हैं जो हम साबित करना चाहते थे और यहां से हम यह भी कह सकते हैं इसलिए एक छोटी टिप्पणी करें दोहरा इंटीग्रल 0101 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 मौजूद नहीं है और इसके मौजूद न होने का कारण यह है कि यह फ़ंक्शन अनबाउंड है या इसमें बिंदु 00 पर डिस्कंटीन्यूटी का एक अनंत बिंदु है और यही कारण है कि डबल इंटीग्रल मौजूद नहीं है या ये दो दोहराए गए इंटीग्रल समान नहीं हैं तो यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां हम देख सकते हैं कि यदि आपको अपने कार्य f को इंटीग्रेटेड करने में थोड़ी सी भी समस्या है तो आपका दोहरा समाकल अस्तित्व में नहीं होगा यद्यपि आपका दोहराया समाकल अस्तित्व में हो सकता है या नहीं हो सकता है लेकिन वे समान नहीं होंगे और एक ही समय में आपके दोहरे समाकल मौजूद नहीं होंगे क्योंकि यदि यह मौजूद है तो ये दोनों दोहराए गए समाकल जहां हैं वे भी समान होने चाहिए लेकिन यह इस मामले में नहीं हो रहा है तो यह एक उदाहरण है जो दिखाता है कि यह वास्तव में बहुत दिलचस्प है इसलिए अगले हम दोहरे समाकल की गणना में देखेंगे तो न केवल आयत R पर लेकिन एक निश्चित क्षेत्र पर इसलिए अब तकहमारे पास एक बहुत अच्छा आयत है जहाँ हम समाकलabcd 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 लिख सकते हैं जहां पर समाकल का एक आयत R पर मूल्यांकन किया गया लेकिन यदि आपके पास एक क्षेत्र या एक निश्चित प्रकार का डोमेन है तो क्या होगा तो एक क्षेत्र पर दोहरे समाकल की गणना मान लीजिए E क्षेत्र पर यदि मैं R लिखती हूं तो हम आयत के साथ भ्रमित हो सकते हैं तो आइए क्षेत्र E लिखते हैं तो कथन इस तरह से है यदि f एक कांटीन्यूज़ फंक्शन है तो f निश्चित रूप से एक डोमेन E पर दो चर का एक फ़ंक्शनहै जो कि घिरा हुआ है तो डोमेन अब दिया जाता है जोकि वक्र 𝑦 𝜑𝑥 और 𝑦 𝜓𝑥 द्वारा घिरा हुआ है तो ये दोनों क्षेत्र या डोमेन E को परिभाषित करने वाले वक्र हैं जहां 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 हैं जहाँ 𝜑 और 𝜓 कंटिन्यूज हैं और 𝜓𝑥 ≤ 𝜑𝑥 ∀𝑥 ∈ 𝑎 𝑏 हैं तो क्षेत्र E या डोमेन E पर डबल इंटीग्रल को इस तरह से दिया जा सकता हैE 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑥𝑎b 𝜓𝑥 𝜑𝑥 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑦𝑑𝑥 इस प्रकार यह एक क्षेत्र E पर डबल इंटीग्रल को परिभाषित करता है इसी तरह यदि हमारा फ़ंक्शन f एक डोमेन E पर कॉन्टीन्यूज़ है जो वक्र 𝑥 𝜑 𝑦 और 𝑥 𝜓 𝑦 से घिरा है इसलिए यदि हमारे पास वक्र 𝑥 𝜑𝑦 and 𝑥 𝜓𝑦 है जहां 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑 है और दोनों 𝜑 और 𝜓 ∀𝑦 निरंतर ∀𝑦 ∈ 𝑐 𝑑 हैं तो हमारा दोहरा समाकल लिखा जा सकता है समाकल के रूप में E𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 𝑦𝑐d𝑥𝜑𝑦𝜓𝑦 𝑓𝑥 𝑦𝑑𝑥𝑑𝑦 हम x के संदर्भ में इंटीग्रेट करते हैं मान को प्रतिस्थापित करते हैं और फिर y के संदर्भ में इंटीग्रेटे करते हैं तो या तो आप इन दो वक्रों के मानों को लगाकर पहले x के संदर्भ में इंटीग्रेटेड कर सकते हैं लेकिन चर x के लिए और फिर हम y के संदर्भ में इंटीग्रेटेड करते हैं क्योंकि हमारे पास केवल y के फंक्शन होंगे या हम पहले y के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं y के मान को 𝜓𝑥 और 𝜑𝑥 भरकर और फिर हम x के संदर्भ में इंटीग्रेटेड करते हैं तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं हम आज के लिए यहां रुकेंगे और अगले व्याख्यान में हम मूल रूप से उन उदाहरणों से शुरू करेंगे जहां आयत के बजाय हमारे पास दोहरे समाकल प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र होंगे धन्यवाद